सभी को नमस्कार हमारे एनपीटीईएल पाठ्यक्रम के इस सत्र में आपका स्वागत है सराहनीय भाषाविज्ञान एक टाइपोलॉजिकल दृष्टिकोण इसलिए अब इस संबंध में जब हमें पता चलता है कि जब आप नवाचार के बारे में बात कर रहे होते हैं तो शायद हम बच्चों और वयस्कों दोनों को समान श्रेय दे सकते हैं हालांकि यदि आप भाषा के उदारवादी दृष्टिकोण को देखें तो यह इस बात पर बहुत जोर देता है की यह बच्चों की रचनात्मकता है भाषा की पूरी दुनिया को जब एक बच्चा बोलने में सक्षम होता है या जब वह जटिल तरीके से भाषा का उपयोग करता है जैसे कि जटिल शब्द और वाक्यांश आसानी से भाषा द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं तो इसका मतलब है कि बच्चों को बहुत अधिक श्रेय जाना चाहिए l यही है जो जननायक हैं और वास्तव में यहां वास्तविक रचनात्मक आत्मा है भाषाई इनपुट के एक सीमित सेट के साथ जो उनके पास है वे बहुत जटिल वाक्यांश या शब्द बना सकते हैं और वे केवल एक मुट्ठी भर डेटा के उपयोग के साथ बहुत जटिल अभिव्यक्तियों का संचार भी कर सकते हैं जो उनके पास है तो इस तर्क को ध्यान में रखते हुए सभी मुद्दे जैसे कि इननेट हाइपोथेसिस या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस आदि उदारवादी शब्द हैं अब हम क्या करने जा रहे हैं हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं भाषा परिवर्तन को उदारतावादी दृष्टिकोण से कैसे समझाया गया है l हम इस ओटोजनी फेलोजेनी रिलेशनशिप किसे कहते हैं यह ओटोजनी फेलोजेनी एक परिकल्पना है जो कहती है कि ओटोजनी फेलोजेनी को पुनर्पूंजीकृत करता है यदि आप इसे एक जीवविज्ञानी के दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह व्यक्तिगत परिवर्तन के एक बड़े बदलाव में योगदान देता है कुछ जीवों में एक विशेष परिवर्तन एक व्यक्ति के जीवों में कुछ बदलाव अंततः इस विशेष प्रजाति में एक बड़ा परिवर्तन होता है इसलिए यह जैविक परिकल्पना है जहां तक ओटोजनी और फेलोजेनी का संबंध है यदि आप इसे भाषा डोमेन में लागू करते हैं तो परिकल्पना कुछ इस तरह होगी भाषा परिवर्तन मुख्य रूप से बाल भाषा अधिग्रहण द्वारा लाया जाता है जो कि परिकल्पना के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है और ओटोजिनी फ़ाइग्लोजेनी को पुन ग्रहण करता है यदि हम इसे भाषा डोमेन में लागू करने का प्रयास करते हैं तो हम कैसे समझेंगे हम व्यक्तियों द्वारा अधिग्रहण और बच्चों से संबंधित अधिग्रहण समझेंगे इसलिए बाल द्वारा अधिग्रहण भाषा परिवर्तन को पुन व्यवस्थित करता है तो जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति ने भाषा का अधिग्रहण किया है जिसके परिणामस्वरूप भाषा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होता है इसलिए उपजाऊ संस्करण यह है कि एक परिकल्पना होगी जो कि चॉम्स्की न्यू परफॉर्मेसिज्म का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन की गई है यहाँ चिंता का विषय यह है कि जो भी भाषा परिवर्तन हो रही है इसमें शब्द या वाक्यांश के स्तर पर क्या सेमांटिक चेंज हो रहा है यह भाषा अधिग्रहण स्तर पर परिवर्तन के लिए जाता है बच्चे ही हैं जो बदलाव लाते हैं यही कारण है कि हम ऑटोजिनी को फाइलों जिनी के द्वारा पुनर्पूंजीकरण कहते हैं इसका मतलब है कि व्यक्ति भाषा अधिग्रहण में परिवर्तन को पुनर्पूंजीकृत करते हैं तो यह ऑनंटोजिनी फाइलोंजिनी संबंध से संपूर्ण विचार है और यह परिकल्पना है यह क्या किया है इसने एक अभिरुचि को प्रेरित किया है कि शब्दों की बहुरूपी प्रकृति को समान रूप से क्रमबद्ध किया जाता है इसके बारे में हम डाईसिंक्रॉनिक पहलू को भूल जाते हैं यदि कोई विशेष शब्द बहुरूपी हो रहा है तो यह विकास एक समकालिक स्तर पर हुआ होता है भाषा के ऐतिहासिक परिवर्तन से हम इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने वाले नहीं हैं जहाँ तक किसी विशेष वाक्यांश के शब्दार्थ परिवर्तन का संबंध है या किसी विशेष वाक्यांश का बहुपत्नी का संबंध है l इसका मतलब है यह एक समकालिक स्तर पर हुआ है और विकास आंत्रक से व्युत्पन्न हो गया है इसलिए इस विशेष वाक्यांश का एक मुख्य अर्थ रहा है l इसके अलावा हमें कुछ व्युत्पन्न अर्थ भी मिले हैं आन्तरक रूप से यह विकास या प्रक्रिया इस परिकल्पना का एक हिस्सा है l ऑटो जिनी और फाइलों जिनी का संबंध मूल रूप से व्युत्पन्न या व्याख्या से संबंधित हो सकता है l तो हम देखते हैं कि यह कैसे काम करता है आइए हम यहां दिए गए उदाहरणों पर ध्यान दें कि एक आंख और चेहरा है फिर यह बीज है और उन चार शब्दों को देखें जिनका उपयोग यहां किया गया है आइए देखते हैं कि इस ओटोजनी फाइलों जेनी संबंध में पॉलीसिम को किस तरह से देखा गया है इसलिए एक शब्द के रूप में आंख एक बहुरूपी शब्द है l क्योंकि इसके कई अर्थ हो सकते हैं इसका सिर्फ एक अंग का अर्थ हो सकता है और यह सांस्कृतिक महत्व से भी संबंधित हो सकता है इसलिए जब आप आंख के बारे में सोच रहे होते हैं तो इसके साथ बहुत सारे सांस्कृतिक संबंध जुड़े होते हैं तो यदि आप आंख के सिमेंटिक प्रतिनिधित्व का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो यह कैसे विकसित हुआ है यह केवल शरीर के अंग होने से लेकर अंतरिक्ष संबंधों तक विकसित हुआ है मुझे हिंदी पर यकीन नहीं है लेकिन कम से कम मेरी भाषा में मैं ओडिया बोलती हूं जो एक इंडो आर्यन भाषा है नेत्र में अंतरिक्ष संबंध का एक क्षेत्र है अगर मैं कहूं कि कोई मुझसे दूर है तो मैं कह सकती हूं कि मेरी आंखें उसे नहीं देख सकती हैं अगर मेरी आँखें उसे नहीं देख सकतीं इसका मतलब है कि इस के साथ एक अंतरिक्ष संबंध है यह इतना आगे बढ़ गया है कि मैं देख नहीं पा रही हूं सिर्फ शरीर के अंग होने के शब्दार्थ को कुछ अन्य डोमेन में भी विस्तारित किया गया है अब हम इसे देखते हैं छोटे पैमाने के समाजों के मामले में आंख का सांस्कृतिक महत्व है l और इसका सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है यह चेहरे में सबसे मुख्य शरीर के अंगों में से एक है एक मानव चेहरे में आंखों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है l और आपकी आंखें सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक होती हैं lऔर यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि पोलीसेमियाका अर्थ है कि आंख के अर्थ परिवर्तन के बारे में बहुत सी बातें जो कही जा सकती हैं l अगर आप चेहरे से आंख की तुलना करते हैं तो क्या होता है आंख जो चेहरे का एक हिस्सा है वह चेहरे की तुलना में अधिक पॉलीसेमस है चेहरा एक बड़ा सेट है आंख इसका एक तत्व है लेकिन आंख चेहरे की तुलना में अधिक विनम्र है चेहरा उतना ज्यादा पॉलीसेमी वाला नहीं होता जितना कि आंखों का होता है तो यह चिंता का विषय है इस मामले में आंख अचिह्नित है और यह अचिह्नित आंख सिर्फ एक सरल शाब्दिक प्रारूप है सिर्फ एक शरीर का हिस्सा है लेकिन जब आप आंख को देखते हैं या जब आप चेहरे को देखते हैं तो चेहरा आंख से कंपाउंडिंग या व्युत्पत्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है यहां विचार यह है कि अन्तर्भाग बनाम व्युत्पन्न चेहरा व्युत्पत्ति है आंख अन्तर्भाग घटक है या आंख अचिह्नित है जो एक सरल शाब्दिक चीज है जबकि चेहरा मूल रूप से इसका व्युत्पन्न रूप है जब आप कहते हैं कि चेहरे के रूप में आपके शरीर का एक बड़ा हिस्सा है और आंख और शरीर के हिस्से के रूप में भी जो आपके चेहरे का एक हिस्सा है तो आंख और चेहरे के संबंध को देखकर अन्तर्भाग के व्युत्पन्न संबंध को आसानी से समझा जा सकता है अब देखते हैं कि यह शब्दार्थ पॉलीसैनी कुछ अन्य शब्दों के मामले में कैसे काम कर रहा है l मैंने आपको बताया कि हम सेमांटिक चेंज देखने जा रहे हैं क्योंकि हमें यह जानना है की इन शब्दों का जो बहुपत्नी संबंध है उसमें किस तरह के बदलाव आते हैं हमारे पास पहला शब्द है प्राइमेट l इसको देखते हैं l मेरे पास बंदर बबून या गोरिल्ला है जिनको हम प्राइमेट कहते हैं लेकिन फिर शब्द प्राइमेट जिसका मूल अर्थ है और यह अर्थ और यह एक व्युत्पन्न रूप है सिमेंटिक चेंज टाइपोलॉजिकल के रूप में कैसे परिवर्तित हुआ मुझे यकीन है कि यह दुनिया की अधिकांश अन्य भाषाओं में भी होगा तो प्राइमेट जिसका मूल अर्थ वानर या बाबून या गोरिल्ला है इसका अर्थ है क्रूरता जब आप व्यावहारिक दृष्टिकोण से कहते हैं तो आत्मीय व्यवहार केवल वानर या बाबून या गोरिल्ला का व्यवहार नहीं है बल्कि यह क्रूरता के लिए एक सामान्य शब्द या अधिक समावेशी शब्द बन गया है पक्षी के मामले में भी ऐसा ही है हंस एक पक्षी हो सकता है कोयल एक पक्षी हो सकता है कबूतर एक पक्षी हो सकता है ये सभी पक्षी हैं लेकिन पक्षी का मुख्य अर्थ व्युत्पन्न किया गया है या मुख्य अर्थ जिसमें ये सभी चीजें शामिल हो सकती हैं l टर्की या कबूतर या कोयल या हंस कि यह व्युत्पन्न है यह वास्तव में मूर्खता को इंगित करने के लिए व्युत्पन्न है अधिकांश पक्षियों को कुछ मामलों में मूर्ख माना जाता है वे बहुत चालाक नहीं हैं जब तक आप एक कौवा नहीं हैं फिर बात आती है मेहतर पक्षी की मेहतर पक्षी जो गुलदार और गिद्ध है मेहतर पक्षी के रूप में गिद्ध का अर्थ लालच है अगर मैं कहूं कि वह एक गिद्ध है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह वास्तव में एक गिद्ध है वह सचमुच एक गिद्ध है वास्तव में नहीं गिद्ध होने का प्रतिनिधित्व या व्याख्या मुख्य रूप से आपका लालच दिखा रहा है इसलिए यदि आप लालची हैं तो आप गिद्ध की तरह व्यवहार कर सकते हैं इसी तरह दो अन्य उदाहरण हैं ये सभी अंग्रेजी उदाहरण हैं फिर हमारे पास पोलिश उदाहरण हैं बुरक का अर्थ है चुकंदर जिसका मतलब होता है देशी लड्डू जो बिना मुंह वाला कम फैशनेबल कम स्मार्ट होता है और दूसरा शब्द मुझे नहीं पता कि यह कैसे पढ़ना है अगर मैं कह सकता हूं कि ग्रैज्ब है तो यह एक ध्वनि निरूपण है इसका मतलब है मशरूम पोलिश में मशरूम का अर्थ है पुराना आदमी जो अब अप्रिय हो गया है तो कुछ जो आंखों के लिए सुखद नहीं है जो नाजुक हो गया है जो वृद्ध हो गया है तो ये अर्थ संबंधी बहुपत्नी संबंध हैं इनका विकास कैसे हुआ है आप देखिए मुझे यकीन है कि इस तरह का विकास दुनिया की कई भाषाओं के लिए भी सही होगा प्राइमेट व्यवहार का अर्थ क्रूरता है यह यही दिखाता है l पक्षी का अर्थ है एक मूर्खतापूर्ण रवैया l मेहतर पक्षी का मतलब लालच से भरा होता है मशरूम का मतलब होता है अप्रिय रूप l आमतौर पर मशरूम को दिखने में बहुत सुंदर नहीं माना जाता है l इस तरह का सेमांटिक चेंज आप देख सकते हैं आप इसे कई अन्य भाषाओं में इसकी समीक्षा कर सकते हैं इसलिए इस समय मैं उस वक्त के लिए कहूंगी जहां तक सेमांटिक टाइपोलॉजी का संबंध है सेमांटिक टाइपोलॉजी मुख्य रूप से शब्दार्थ परिवर्तन से संबंधित है और इस शब्दार्थ परिवर्तन को मैंने पहले से ही रूपात्मक टाइपोलॉजी खंड में चर्चा की है l यह विशेष रूप से नवजातवाद से संबंधित है जिसमें लेक्सिकॉन के नए शब्द जोड़ना या अर्थ बदलना शामिल है ये सेमांटिक एक्सचेंज का एक हिस्सा हैं तो हमने अब तक क्या चर्चा की है जहाँ तक सिमेंट्रिक् टाइपोलॉजी का संबंध है पहली बात जो आपको महसूस करने की आवश्यकता है या आपको सिमेंटिक टाइपोलॉजी के बारे में समझने की आवश्यकता है वह यह है कि अन्य टाइपोलॉजिकल सामान्यीकरणों के विपरीत एक अर्थशास्त्री के लिए इस तरह के संख्यात्मक सामान्यीकरण के साथ आना मुश्किल है हमने इस तरह के किसी भी क्रॉसि लिंग्विस्टिक्स सामान्यीकरण पर चर्चा नहीं की है बल्कि हमने चर्चा की है कि विभिन्न तरीके क्या हैं जिनके द्वारा सेमांटिक चेंज होता है l क्या दुनिया की भाषाएं कुछ इसी तरह की हैं ऐसी घटना को पहचाना जा सकता है या नहीं और मैं मानती हूं कि बहुत सी विश्व की भाषाएँ भी इसी प्रकार के परिवर्तनों से गुज़रती होंगी जहां तक बदलावों का संबंध है या विकास का संबंध है हमने चर्चा की है दएक्रॉनिक के साथ साथ सिंक्रोनाइज़ का भी जिक्र किया है डाईक्रॉनि में लैटिन से शास्त्रीय लैटिन से अशिष्ट लैटिन या बोलचाल के लैटिन से डेटा का निरीक्षण किया जो आप कह सकते हैं और दूसरी तरफ हमारे पास बाल भाषा के साथ साथ वयस्क भाषा का अधिग्रहण भी है बाल भाषा से वयस्क भाषा के अधिग्रहण तक के विकास में हमारे पास इस तरह का बदलाव या अंतर है एक दयाक्रॉनिक स्तर है दूसरा सिंक्रॉनिक समकालिक स्तर है डायएक्रोनिक स्तर पर डेटा दिखाता है कि डेमोंस्ट्रेटव प्राइवेट निश्चितता मार्कर कैसे बदल गए हैं पहला व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति डेमोंस्ट्रेटव पहला व्यक्ति बन गया है कभी कभी रिफ्लेक्सिव ने अपना अर्थ बदल दिया है इसलिए इस तरह के बदलाव सेमांटिक चेंज के डायनाक्रेटिक अध्ययन में आ रहे हैं सिंक्रोनस स्तर पर हमने बच्चे बनाम वयस्क भाषा अधिग्रहण का अध्ययन किया मैं भूल गई थी कि मैं डाईक्रॉनिक चर्चा में मेटाफ्राईजेसन और मेटानीमाईजेसन का जिक्र करती थी l इन दोनों का उपयोग व्यापक अर्थों में कैसे किया जाता है l या हमें यह बताने के लिए कि दुनिया में सभी भाषाओं में सेमांटिक चेंज हो रहे हैं या हो सकते हैं या हो रहे हैं बच्चे बनाम वयस्क भाषा अधिग्रहण के मामले में हमने नवाचार के बारे में बात की कौन सा अधिक अभिनव है बायोप्रोग्राम की परिकल्पना क्या कहती है बायो प्रोग्राम की परिकल्पना कहती है कि बच्चे अधिक नवीन हैं हवाई क्रेओल के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए वयस्क क्रेओल के विकास में योगदान देते हैं लेकिन यह वास्तव में बच्चे हैं जो इसे फैलाते हैं और कहानी का दूसरा पक्ष ओटोजिनी है जो फाइटोलैनी का पुन उपयोग करता है व्यक्तिगत परिवर्तनों के परिणामस्वरूप बड़े परिवर्तन होते हैं इसलिए आपके लिए मेरा सुझाव होगा हमें यह समझना चाहिए कि सेमांटिक चेंज या अर्थ विकास लाने में बच्चों और वयस्कों दोनों का अपना अपना योगदान है लेकिन अगर आप उदारवादी विचार से चलते हैं तो यह मुख्य रूप से ऐसे बच्चे हैं जो अधिक रचनात्मक हैं जो अधिक अभिनव हैं और जो कुछ हद तक भाषा में परिवर्तन लाते हैं l लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम वयस्क के योगदान को कम कर देंगे किसी विशेष भाषा के बोलने वाले से सेमांटिक चेंज लाने के लिए डोमेन में बाल भाषा अधिग्रहण और वयस्क भाषा अधिग्रहण दोनों का अपना योगदान है फिर तीसरी बात सेमांटिक चेंज या सेमांटिक पॉलीसेमी के कुछ उदाहरण जहां हमने देखा है कि आंख बनाम चेहरे में आंख अचिह्नित है यह एक सरल सी बात है और जबकि चेहरे के लिए शब्दों को आँख से यौगिक या व्युत्पन्न करके प्राप्त किया जा सकता है तो इसका मतलब है दुनिया की विभिन्न भाषाओं में चेहरे के लिए शब्द को आंखों के लिए शब्दों को जोड़कर प्राप्त किया गया है यह आंख का धारक या आंखों का स्थान या जो कुछ भी हो सकता है तो आंखें अचिह्नित हैं और चेहरा आंख की व्युत्पत्ति है जो यौगिक के माध्यम से बनाई गई है तो आंख के लिए शब्द और चेहरे के लिए शब्द आंख अल्पविकसित चेहरा है यही कारण है कि हमने जहाँ तक सिमेंटिक पॉलीसिम का संबंध देखा है इसके अलावा प्राइमेट पक्षी मेहतर पक्षी ये भी शब्द हैं एक निश्चित मूल अर्थ रहा है और फिर एक व्युत्पन्न रूप है इसलिए जहाँ तक मूल अर्थ का संबंध है प्राइमेट वानर बबून गोरिल्ला हो सकता है और व्युत्पन्न रूप दर्शाता की यह क्रूरता का प्रतीक है पक्षियों के मामले में भी ऐसा ही है वे बहुत ही निर्दोष हैं हंस कोयल और टर्की जैसे कुछ और जो मूर्खता के व्युत्पन्न रूप को इंगित करते हैं मेहतर पक्षी गिद्ध इसका मतलब है लालच इसलिए यदि आप कहते हैं कि वह एक गिद्ध है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सचमुच एक गिद्ध है वह मूल रूप से एक लालची व्यक्ति है ये अंग्रेजी डेटा हैं दूसरी ओर हमारे पास पोलिश डेटा है जहां चुकंदर का मतलब है कि वह व्यक्ति जो बहुत स्मार्ट नहीं है बहुत फैशनेबल नहीं है और सड़क स्मार्ट नहीं है इसी तरह से मशरूम के लिए पोलिश में प्रयुक्त शब्द पुराना और अप्रिय है इसलिए ये व्युत्पन्न रूप हैं जहाँ तक अर्थ पॉलीसिम का संबंध है l और दोनों का कहना है कि बच्चों और वयस्कों का सिमेंटिक चेंज लाने में उनका अपना योगदान होगा तो यह सीमेंटक टाइपोलॉजी के बारे में है मैं केवल संक्षेप में इस बारे में बात करूंगी कि एक अकादमिक अनुशासन के रूप में सिमेंटिक टाइपोलॉजी की क्या चुनौतियां हैं काफी सारे संबंधित विषय हैं जो हमारे पास हैं यदि आप अर्थ परिवर्तन को समझने की कोशिश करते हैं तो यह इस तरह है जैसे हम नृविज्ञान नृवंशविज्ञान दर्शन औपचारिक शब्दार्थ संज्ञानात्मक शब्दार्थ कहते हैं ये सभी संबंधित विषय हैं जो सेमांटिक टाइपोलॉजी से संबंधित हैं एक मानवविज्ञानी यह भी पता लगाने की कोशिश करता है कि वाक्यांशों पर किस प्रकार के टाइपोलॉजिकल परिवर्तन हुए हैं ऐसा ही एक नृवंशविज्ञानी एक दार्शनिक एक औपचारिक अर्थशास्त्री साथ ही एक संज्ञानात्मक अर्थशास्त्री भी यही करते हैं ये सभी विषय सेमांटिक टाइपोलॉजी के बारे में बात करते हैं दूसरी ओर यह विशेष क्षेत्र है जो वास्तव में अब तक व्यापक रूप से अध्ययन नहीं किया गया है क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे अर्थशास्त्री खुद को टोपोलॉजिस्ट नहीं मानते हैं और वे यह भी नहीं मानते कि यह एक टाइपोलॉजिकल अध्ययन है प्रकृति द्वारा इतनी सार है कि ज्यादातर मामलों में यह टाइपोलॉजिस्ट के काम की तरह नहीं दिखती है इसलिए इस क्षेत्र को क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिसे आगे हस्तक्षेप की आवश्यकता है l यह है कि इन सभी तरीकों पर हमने बहुत संक्षेप में चर्चा की है इसमें और भी बहुत कुछ है जो मैंने आपको बहुत संक्षिप्त अवलोकन के लिए दिया है हमें इन विधियों को नए शब्दार्थिक डोमेन औपचारिक डोमेन संज्ञानात्मक डोमेन मानवविज्ञान डोमेन जैविक डोमेन या दार्शनिक डोमेन तक विस्तारित करना होगा इन सभी तरीकों को बढ़ाया जाना है शब्दार्थवादियों को एक सार्वभौमिक शब्दकोष ग्रिड विकसित करना होगा ताकि उस आधार पर हम भाषाओं की श्रेणीबद्ध कर सकें या हम इस श्रेणी को टाइप कर सकें l भाषाओं को टाइप करने से हमें सिमेंटेक टाइपोलॉजी को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सके और सीमेंटक टाइपोलॉजी सक्षम होना चाहिए एक सार्वभौमिक शब्दार्थ का नक्शा खींच सके जो अभी तक नहीं किया गया है लेकिन ये उन्नत स्तर के प्रश्न या उन्नत स्तर के मुद्दे हैं l मैं आपको इन चीजों को तुरंत नहीं समझना चाहती हूं l लेकिन बस एक विचार है कि ये एक अनुशासन के रूप में अर्थ संबंधी टाइपोलॉजी हैं और अंत में एक संतुलन होना चाहिए जो इच्छा के साथ व्यवस्थित होगा जो लोग सिमेंटिक टाइपोलॉजी या शब्दार्थ पर काम कर रहे हैं उन्हें इसके अनुभवजन्य पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए यद्यपि यह भाषा विज्ञान का एक अत्यधिक सार क्षेत्र है लेकिन अनुभवजन्य साक्ष्य को भी अधिक गंभीरता से ध्यान में रखा जाना चाहिए यदि हम यह कर सकते हैं कि एक व्यवस्थित अध्ययन होगा इसलिए यदि चुनौतियों को दूर किया जा सकता है तो सेमांटिक टाइपोलॉजी बेहतर तरीके से पनपेगी या यह अधिक समावेशी होगी या यह एक अनुशासन के रूप में अधिक मजबूत हो जाएगी जैसे कि वाक्य संबंधी रूपात्मक और ध्वन्यात्मक टाइपोलॉजिकल प्रश्न जैसे क्षेत्र हैं इसका मतलब है कि दुनिया की भाषाओं के लिए हमारे पास जो सामान्यीकरण हैं वे सेमांटिक टाइपोलॉजी में भी होनी चाहिए l इसके साथ मैं सिमेंटेक टाइपोलॉजी पर अपनी चर्चा समाप्त करती हूं मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पुस्तक नियमितता को शब्दार्थ परिवर्तन में देखें यह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित है इसके लेखक एलिजाबेथ क्लॉस ट्रैगोट हैं और रिचर्ड बी Richard B Dasher हैं कृपया इस पुस्तक को देखें हो सकता है कि शुरुआती कुछ अध्यायों में मैं आपसे यह पूरी तरह से पढ़ने की उम्मीद नहीं करती लेकिन कम से कम कुछ प्रकार के विचार आपको ट्रूगोट और डैशर की किताब से लेने चाहिए